अगला हम गुणन निर्देश पर विचार करते हैं अब दो 8 बिट संख्याओं को गुणा करने के लिए इसलिए अधिकतम उत्पाद का आकार 16 बिट संख्या है इसलिए उदाहरण के लिए इस FF को FF द्वारा गुणा किया गया है यह FE01 का उत्पादन करेगा जो कि सिर्फ 65025 है 255 द्वारा 255 गुणा यहाँ निर्देश है कि हमारे पास MUL AB है और यह पूरा निर्देश आपके द्वारा देखा गया औपकोड है इसलिए हालांकि A B उन्हें अलग से निर्दिष्ट किया गया है लेकिन हम किसी अन्य ऑपरेंड का उपयोग नहीं करते हैं जो निर्दिष्ट किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि A और B के बीच एक गलती है एक अल्पविराम होना चाहिए लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है तो पूरा निर्देश MUL ब्लैंक A B है और गुणन के लिए इस A और B रजिस्टरों में दो संख्याओं का गुणन होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप इस B रजिस्टर में उच्च ऑर्डर बाइट होगा और इस A रजिस्टर में निचले क्रम की बाइट मिलेगी इस विशेष गुणन उदाहरण के लिए कि हमारे पास यह 0 1 है यह A रजिस्टर पर जाएगा और FE उस B रजिस्टर पर आ जाएगा ताकि कोई दूसरा तरीका न हो जिससे आप 8051 में गुणा कर सकें विभाजन DIV AB का उपयोग करके डिवीजन ऑपरेशन का प्रदर्शन किया इसलिए यहां भी हमारे पास अन्य ऑपरेंड्स को निर्दिष्ट करने का कोई अन्य तरीका नहीं है इसलिए यह A को B से विभाजित करेगा और A को भागफल मिलता है और B को शेष मिलता है इसलिए यह तय हो गया है और अतिप्रवाह OV बिट का उपयोग 0 त्रुटि स्थिति से विभाजित करने के लिए किया जाता है यदि कोई अतिप्रवाह है तो विभाजन ऑपरेशन अगर यह OV बिट सेट है तो इसका मतलब यह होगा कि 0 त्रुटि से विभाजित था और यह कैरी हमेशा 0 पर सेट होगी भले ही कैरी की स्थिति सेट की गई हो 0 से ताकि डिवीजन ऑपरेशन हो तो हमें गुणा भाग मिला है यदि आपको 8085 याद है तो हमारे पास 8085 में कोई गुणा विभाजन ऑपरेशन नहीं है लेकिन 8051 में हमें गुणन और विभाजन मिला है हालांकि प्रकृति में केवल 8 बिट है इसलिए यदि आप एक उच्च आकार गुणा चाहते हैं तो आपको कुछ गुणा एल्गोरिथ्म का पालन करना होगा जिसके द्वारा आप एक बार में 8 बिट संख्या को गुणा कर सकते हैं तो प्रत्येक 8 बिट संख्या को एक अंक के रूप में माना जा सकता है तदनुसार आप एक गुणन और विभाजन एल्गोरिथ्म को तैयार करने का प्रयास कर सकते हैं एक अन्य निर्देश है कि हम 8085 से परिचित हैं DA एक decimal adjust अक्सुमुलेटर है तो यहाँ भी हमारे पास वह संस्करण है लेकिन 8085 के मामले में आपको याद है कि DAA यह पूरी बात एक ही शब्द था इस 8051 में हमें एक शब्द के रूप में DA मिला है और एक शब्द के रूप में A लेकिन फिर से आपके पास A को छोड़कर कोई अन्य ऑपरेंड नहीं हो सकता है तो ये ऑपरेंड तय हो गए हैं इसलिए यह ऑपरेंड ठीक किया जा रहा है इसलिए आप इसे संशोधित नहीं कर सकते तो जो आवश्यक है वह यह है कि हमें गुणा करना चाहिए हमें इसे जोड़ना चाहिए और फिर शायद हम इस समायोजन को कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस मामले में हम 23 नंबर को A रजिस्टर 29 h से B रजिस्टर में स्थानांतरित कर रहे हैं और यह मानते हुए कि हम उन्हें दशमलव संख्या के रूप में मान रहे हैं तो अगर यह A और B का जोड़ है तो हेक्साडेसिमल के मामले में मान 4 C h है तो इस विशेष उदाहरण में हम चाहते थे कि हम एक दशमलव जोड़ करेंगे जो 9 प्लस 3 12 है इसलिए 2 यहाँ और 1 को ले जाएगा फिर 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 होगा इसलिए हम जिस परिणाम की उम्मीद करते हैं वह 52 है लेकिन यदि आप एक सामान्य जोड़ ऑपरेशन करते हैं तो आपको add A B मिलेगा जहां यह हमें 4C hex देगा और जैसा कि हम जानते हैं कि इस हेक्साडेसिमल संख्या से संबंधित BCD संख्या में रूपांतरण के लिए हमें जोड़ के बाद निचले क्रम के नीबेल में छह जोड़ना होगा तो 6 जोड़ा जाता है इसलिए 4c के साथ 6 जोड़ा जाता है इसलिए 4 c से संख्या आप यह 52 हो जाएगी तो इस तरह हम बसड नंबर में परिवर्तित करने के लिए इस दशमलव समायोजन निर्देश कर सकते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास AND OR XOR और NOT जैसे तर्क निर्देश हैं तो ये बिटवाइज़ लॉजिक ऑपरेशन हैं हम एक बिट को साफ कर सकते हैं तो हम एक रजिस्टर को घुमा सकते हैं एक रजिस्टर को बिना कैरी आदि के माध्यम से घुमाया जा सकता है फिर हमें स्वैपिंग निबल्स की स्वैपिंग मिल गई है इसलिए यह तर्क निर्देश वे PSW रजिस्टर में झंडे को प्रभावित नहीं करते हैं इसलिए यह नोटिस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तर्क निर्देश PSW झंडे को प्रभावित नहीं करेंगे इसलिए हमें इस जाँच को करते समय सावधान रहना होगा तो ANL AND तर्क के लिए है जो बिट वार जोड़ ऑपरेशन करेगा हमें OR तर्क के लिए ORL XOR ऑपरेशन के लिए XRL और पूरक के लिए CPL मिला है तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा यह तार्किक संचालन किया जाता है फिर हम तर्क का एड्रेस मोड देखेंगे तो हम कर सकते हैं यह ANL है एंडिंग निर्देश तो आप ए कॉमा बाइट को निर्दिष्ट कर सकते हैं जहां ऑपरेंड में से एक को A रजिस्टर होना चाहिए अक्सुमुलेटर और बाइट के साथ प्रत्यक्ष हो सकता है तो आपके पास एक सीधा 8 बिट नंबर हो सकता है आपके पास R 0 R 1 के माध्यम से रजिस्टर अप्रत्यक्ष मोड हो सकता है या आपके पास तत्काल नंबर हो सकता है आप ANL A52h कह सकते हैं A 52hex के साथ ANDED होगा इसलिए यह तत्काल मोड है तो आपके पास यह डायरेक्ट मोड हो सकता है जैसे आप कह सकते हैं कि ANL A52h तो इसका मतलब है कि ए मेमोरी लोकेशन 52 की सामग्री के लिए एन्डेड होगा तो यह है कि कैसे एंडिंग किया जाएगा तो वह डायरेक्ट मोड है तब हमें यहां रजिस्टर इंडिरेक्ट मिला है तो हम उस तरह R0 R1 के संदर्भ में लिख सकते हैं तो आप ANL A R0 इसलिए R 0 और R 1 लिख सकते हैं इसलिए आप उन दो रजिस्टरों का उपयोग कर सकते हैं फिर हमारे पास रजिस्टर इंडिरेक्ट या आपके पास डायरेक्ट रजिस्टर मोड हो सकता है तो आप ANL A R0 कह सकते हैं तो R0 A रजिस्टर के साथ एन्डेड होगा तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग AND तार्किक निर्देश हो सकते हैं या हम बाइट कर सकते हैं अन्य तरीका है तो यह गंतव्य है तो प्रत्यक्ष बाइट और A बाइट स्थिरांक निर्दिष्ट किया जा सकता है और बाइट हैश स्थिरांक भी तब हमारे पास CPL A की तरह यह पूरक निर्देश हो सकता है A रजिस्टर पूरक होगा और हमें वहां मूल्य मिलेगा तो हम अन्य को प्रभावित किए बिना व्यक्तिगत बिट्स को कम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो यह एक एकल प्रकार की चीज़ है तो ANL PSW0xE7 E7 बिट पैटर्न 11100111 है इसलिए जब आप PSW के साथ एंडिंग करते हैं तो PSW इन दो बिट्स को 0 पर सेट किया जाएगा बाकी बिट्स PSW रजिस्टर का पिछला मान होता रहेगा आप व्यक्तिगत बिट्स को बल दे सकते हैं जैसे आप ORL PSW0x18 कह सकते हैं तो ये दोनों बिट्स पसव रजिस्टर में बिट्स के पिछले मानों में से एक में सेट हो जाएंगे तो ये तब उपयोगी होते हैं जब आप रजिस्टर बैंकों को बदल रहे होते हैं जहाँ आपके पास चार रजिस्टर होते हैं तो अन्य PSW बिट्स को प्रभावित किए बिना इसलिए यदि आप इस बैंक को बदलना चाहते हैं तो आप इस OR निर्देश का उपयोग कर सकते हैं या AND निर्देश का उपयोग कर सकते हैं तो बिट पैटर्न के आधार पर आप इसी तरह सेट करना चाहते हैं आप XRL इंस्ट्रक्शन द्वारा बिट्स पूरक कर सकते हैं तो यह केवल P1 के PSW के इस बिट नंबर छह को पूरक करेगा अन्य तार्किक निर्देश जो हमें मिले हैं वे हैं क्लियर रोटेट लेफ्ट रोटेट लेफ्ट वीथ कैरी जिसमें कैरी प्रभावित होता है RL निर्देश कैरी को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन RLC निर्देश कैरी को प्रभावित करेगा RR करेगा रोटेट राइट RRC कैरी के जरिए रोटेट राइट करेगा स्वैप अक्सुमुलेटर निबल्स को स्वैप करेगा अन्य निर्देश जो हमने 8085 में देखे हैं वे घुमाव भी वही हैं जो हमें 8085 में मिले हैं लेकिन अक्सुमुलेटर के दो निबल्स को स्वैप करते थे क्लियर A सभी बिट्स को 0 पर सेट करेगा यह अक्सुमुलेटर के सभी बिट्स को 0 पर रीसेट करेगा तो आप क्लियर बाइट भी कह सकते हैं जहां बाइट एक डायरेक्ट मोड में निर्दिष्ट है तो आप बाइट निर्दिष्ट कर सकते हैं तब क्लियर Ri इसलिए यह i 0 से 7 हो सकता है वे सभी रजिस्टर R0 से R7 आ सकते हैं इसलिए हम इन सभी रजिस्टरों को निर्दिष्ट कर सकते हैं तब क्लियर Ri इसलिए यह रजिस्टर इंडिरेक्ट मोड में है तो आप कुछ मेमोरी लोकेशन को क्लियर कर सकते हैं तो इस तरह से आप कुछ मेमोरी लोकेशन के बिट्स को क्लियर कर सकते हैं यह RL A निर्देश है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यह बाईं ओर घूमेगा तो यह MSB जो हमारे पास है LSB स्थिति में आएगी और ये बिट्स एक स्थिति से स्थानांतरित हो जाएंगे यह गलत है यह RL होना चाहिए फिर RR राइट रोटेट करेगा तो यह बिट्स यहां जाएगा और यह बिट यहां आएगा एलएसबी एमएसबी की स्थिति में आ जाएगा इसलिए यह रोटेट राइट है फिर RRC इसे कैरी के माध्यम से दाईं ओर घुमाया जाता है तो यह कैरी मसब की स्थिति में आता है यह लसब कैरी की स्थिति में जाता है और बाकी बिट्स को स्थानांतरित कर दिया जाता है फिर इसी तरह हमारे पास RLC हो सकता है जहां यह कैरी लसब में आएगा मसब कैरी करने जाएगा और बाकी बिट्स शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम यह काम कर सकते हैं तो यहाँ आपको यह SETB निर्देश मिलता है जो एक विशेष बिट सेट करने के लिए है तो SETB C कैरी बिट को 1 पर सेट करेगा शिफ्ट बाएं की तुलना 2 से गुणा करने और शिफ्ट राइट की तुलना 2 से विभाजित करने के रूप में की जाती है इसलिए यदि आप इसे किसी भी संख्या में 2 से गुणा करते हैं तो यह एक स्थिति से बाएं शिफ्ट हो जाता है और यदि आप 2 से विभाजित कर रहे हैं तो यह एक स्थिति से दाएं स्थानांतरण है तो यह एक उदाहरण है पहला निर्देश MOV A3 इसलिए हम अक्सुमुलेटर में तत्काल नंबर 3 प्राप्त करते हैं फिर हम कैरी को साफ करते हैं और फिर हम कैरी के माध्यम से बचे एक RLC निर्देश को निष्पादित करते हैं तो क्या होता है कि यह कैरी लीस्ट सिग्नीफिकेंट स्थिति में आता है और यह एक अगली स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है परिणामस्वरूप हमें मिलने वाली संख्या 6 है आप देखते हैं कि यह 2 से गुणा है यदि आप एक बार फिर कदम बढ़ाते हैं तो क्या होगा इसलिए एक और 0 स्थानांतरित हो जाता है तो यह 11 एक और स्थिति से स्थानांतरित हो जाते हैं तो आप संख्या को 12 पर लाते हैं तो यह 6X212 से गुणा होता है तो ये वास्तव में 2 से गुणा कर रहे हैं दूसरी तरफ यदि आप RRC को कैरी के माध्यम से दाईं ओर घुमाते हैं तो बिट्स दाईं ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और आपको नंबर 12 को 2 से विभाजित किया जाता है इसलिए 6 प्राप्त करें तो यह उपयोगी है इसलिए कई अनुप्रयोगों में गुणा और भाग में वे 2 की शक्तियों से हैं और परिणामस्वरूप महंगा गुणा डिवीजन ऑपरेशन के लिए जाने के बजाय हम इस रोटेट प्रकार के निर्देश के लिए जा सकते हैं जिसके लिए कम संख्या घड़ी चक्र की आवश्यकता होती है यह सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से सच है जहां हमें ऑपरेंड के मूल के रूप में 2 से कई गुणा और विभाजन मिला है तो यह स्वैप निर्देश है तो स्वैप निबल्स को स्वैप करेगा यह उच्चतर ऑर्डर देने योग्य है और निचला ऑर्डर किया हुआ निबल है जैसे अगर आप MOV A72 हhex तो इन चार बिट्स में 7 होते हैं इन चार बिट्स में 2 होते हैं इसलिए यदि आप एक स्वैप निर्देश निष्पादित करते हैं लिहाजा उनका आदान प्रदान होगा तो A की सामग्री 27 हो जाएगी इसलिए उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है जैसे उन्हें स्वैप किया जाता है कुछ बिट लॉजिक ऑपरेशन बिट लेवल लॉजिक ऑपरेशंस भी हैं जैसे आप बाइट के बजाय व्यक्तिगत बिट्स को निर्दिष्ट कर सकते हैं तो आप ANL Cbit जैसे व्यक्तिगत बिट को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं तो यह कुछ बिट के साथ AND तार्किक कैरी है इसी तरह OR तार्किक कैरी के साथ कुछ bit क्लियर कैरी क्लियर बिट कॉम्पलिमेंट कैरी कॉम्पलिमेंट बिट इसलिए ये लॉजिक बिट लेवल लॉजिक ऑपरेशन के लिए बिट लेवल ऑपरेशन हैं तो बिट बिट एड्रेस करने योग्य रैम स्थानों या विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर या SFR के कुछ स्थान में से कोई भी हो सकता है इस तरह हम इस बिट स्तर के संचालन कर सकते हैं और उस बाइट स्तर के संचालन के समान यहां हम बिट स्तर की चीजें कर सकते हैं अगला हम कंडिशनल जंप अनुदेश बिना अनकंडीशनल जंप अनुदेश और कॉल और वापसी निर्देश देखते हैं अनकंडीशनल जंप इसलिए हमने देखा है कि छोटी जंप के लिए एक SJMP निर्देश है यह 8 बिट 2 के पूरक नंबर के साथ रिलेटिव पता है यह 128 से 127 स्थान पर जा सकता है फिर हमें लजमप एड्रेस 16 बिट एड्रेस जो लॉन्ग जंप है और वहाँ AJMP है जो एक 11 बिट पता है इसलिए ऑफसेट 11 बिट है तो यह रेंज 2 k है प्रोग्राम मेमोरी के 2 k ब्लॉक में आप जंप सकते हैं JMP A DPTR तो यह लंबे समय से अनुक्रमित जंप है तो उस A मान के साथ DPTR जोड़ा जाएगा और उस मान को प्रोसेसर उस विशेष पते पर ले जाएगा तो आप इस तरह से कुछ छोटे अनंत लूप बना सकते हैं तो वास्तव में क्या होता है कि कई माइक्रोकंट्रोलर एप्लिकेशन जैसे कि तापमान की निगरानी प्रणाली कहते हैं इसलिए यह एक कमरे के तापमान को नियंत्रित करता है ताकि यह प्रोग्राम लगातार तापमान मूल्यों को महसूस करे और तदनुसार हीटर या कूलर को नियंत्रित करे तो उस तरह से वह प्रोग्राम कभी समाप्त नहीं होता है ताकि लगातार तापमान मूल्यों में दिखता है और नियंत्रण करता है ताकि प्रोग्राम समाप्त न हो इसलिए यदि आप इस प्रकार के प्रोग्रामों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि अंत में प्रोग्राम कुछ अनंत लूप में वापस आ जाता है और इस तरह से यह जारी रहता है तो यह विशिष्ट उदाहरण इस तरह हो सकता है MOV C P37 इसलिए यह पोर्ट 37 बिट कैरी फ्लैग पर आता है और फिर कैरी फ्लैग को P 16 पर ले जाया जाता है इसलिए परिणामस्वरूप यह पोर्ट 3 बिट संख्या 7 को पोर्ट 1 बिट नंबर 6 में ले जाया जाता है और फिर सजमप शुरू होता है तो यह वास्तव में लगातार इस बिट की सामग्री को इस P16 पर कॉपी करता है तो इस तरह से हमारे पास अनंत लूप हो सकते हैं तो सजमप निर्देश का प्रकार तो वे सहायक हो सकते हैं यदि यह प्रोग्राम काफी छोटा है तो हमारे पास इस सजमप प्रकार का निर्देश हो सकता है फिर यह मेमोरी री लोकेबल कोड है इसलिए यह मेमोरी री लोकेबल है तो कुछ ports यहां की तरह हैं तो यह कोड इस लजमप शुरुआत की तरह मेमोरी विशिष्ट है तो यह 8000 है इसलिए अगली बार जब प्रोग्राम को किसी अन्य पते से लोड किया जाता है तो यह लजमप प्रारंभ सही ढंग से काम नहीं करेगा जैसा कि हमने पहले चर्चा की है लेकिन जब यह दूसरी तरफ सजमप निर्देश है तो इसे देखें इसलिए यह फिर से स्थानीय है इस अर्थ में कि हमने इस निर्देश को कोड करते समय देखा है इसलिए हम इस बिंदु से उस दूरी की ओर ध्यान दें जहां आप जंप चाहते हैं इसलिए उस मूल्य को निर्देश के भाग के रूप में रखा जाता है तो उस मान को प्रोग्राम काउंटर में जोड़ा जाएगा और सिस्टम उस पते पर जंप जाएगा इसलिए यह लजमप निर्देश है इसलिए वे गैर पुन स्थानीय कोड का उत्पादन करते हैं जबकि यह SJMP निर्देश वे फिर से स्थानीय कोड का उत्पादन करते हैं इसलिए हम जंप टेबल भी रख सकते हैं तो यह DPTR जंप टेबल तो A रजिस्टर में कहते हैं कि हमें यह इंडेक्स नंबर मिल गया है तो हम बाएं घूमते हैं तो बाएं A को घुमाएं ताकि सूचकांक संख्या 2 से गुणा हो जाए और फिर हम जंप टेबल में इन सभी मामलों को केस 0 केस वन केस टू केस थ्री डालते हैं इसलिए यहां डाल दिए गए हैं अब इन निर्देशों में से प्रत्येक वे 2 बाइट्स लेंगे तो अगर यह जंप टेबल एड्रेस 9000 है तो यह A पर है इसलिए पहले एक के लिए एक मूल्य यह सूचकांक संख्या 5 है तो 5 का मतलब है कि 2 से गुणा किया जाएगा इसलिए यह 10 है इसलिए यह DPTR प्लस 10 पर जंप जाएगा तो DPTR प्लस 10 वास्तव में केस 5 के अनुरूप होगा क्योंकि इनमें से प्रत्येक आजमप निर्देश में 2 बाइट्स होंगे तो वह मामला 2 बाइट नंबर 10 पर होगा जो ऑफसेट जंप टेबल से शुरू होगा तो हमारे पास आपके द्वारा कार्यान्वित इस प्रकार के जंप टेबल हो सकते हैं जब आप इस प्रकार के कोड लुकअप तालिकाओं को लागू कर रहे हैं तो यह JMP से DPTR निर्देश उपयोगी है फिर हमें कंडिशनल जंप मिली है तो इन निर्देशों के कारण ही स्थिति उत्पन्न होने पर जंप लगेगी अन्यथा प्रोग्राम जारी रहेगा जैसे यहाँ MOV A P1 और JZ लूप कहते हैं तो यह लगातार 0 पर जंप जाएगा इसलिए यदि कोई 0 ध्वज सेट किया गया है तो यह इस लूप निर्देश पर वापस आ जाएगा और फिर यह रजिस्टर A सामग्री को B रजिस्टर में ले जाएगा तो वास्तव में कोई 0 झंडा नहीं है और यदि आप इस PSW रजिस्टर को देखते हैं तो हमारे पास कोई स्पष्ट 0 ध्वज नहीं है तो यह कैसे जांचता है तो यह A रजिस्टर की सामग्री की जांच करता है कि क्या यह निर्देश निष्पादित करने के समय 0 है या नहीं तो इस तरह से यह कुछ मायने में अच्छा है क्योंकि यह एक ही ऑपरेशन पर निर्भर नहीं करता है इसलिए जब भी अक्सुमुलेटर सामग्री 0 होती है इसलिए यदि आप एक JZ निर्देशों को निष्पादित करते हैं तो यह पाएंगे कि अक्सुमुलेटर 0 है इसलिए इस मामले में यह प्रलेखित है कि यदि A बराबर 0 लूप पर जाता है इसलिए हमने कभी यह नहीं कहा है कि यदि शून्य ध्वज 0 पर सेट है या लूप पर जाकर लूप पॉइंट पर जाता है लेकिन अन्यथा हमें PSW रजिस्टर में कुछ विशिष्ट बिट मिला है लेकिन 0 ध्वज के लिए हमारे पास ऐसा कोई PSW नहीं है बिट तो ये जंप के विभिन्न निर्देश हैं तो JZ रिलेटिव एड्रेस जंप तो वे सभी relative हैं तो एक दिलचस्प बात यह है कि आप कंडिशनल जंप के साथ ध्यान दें कि इन सभी कंडिशनल जंप रिलेटिव जंप कर रहे हैं इसलिए वे ऑफसेट कर सकते हैं 256 128 से 127 से अधिक नहीं हो सकता है यह हमेशा उस सीमा में होना चाहिए तो यह JZ JNZ JC JNC इसलिए वे सभी अलग अलग कंडिशनल जंप निर्देश हैं और वे सभी रिलेटिव जंप निर्देश हैं तो क्या होगा अगर आपको 256 बाइट्स से परे जंपने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में आपके पास एक छोटी कंडिशनल जंप होनी चाहिए और उसके बाद एक अनकंडीशनल जंप चाहिए तो मेरा मतलब यह है कि आप एक JZ निर्देश डाल सकते हैं जैसे कि JZ L1 और उस L1 में आप एक और जंप का निर्देश दें इसलिए यदि आपको वास्तव में लॉन्ग जंप लगानी है तो आप एक लजमप को L2 कहते हैं जहां L2 प्रोग्राम में बहुत दूर है तो यह यहाँ कहीं होगा तो हम एक छोटी कंडिशनल जंप के द्वारा क्या करते हैं हम इस बिंदु पर आते हैं L1 और उस L1 से हम एक लंबी जंप लगाते हैं और L2 पर आते हैं इसलिए यह एक तरीका हो सकता है क्योंकि हमारे पास यह बिना शर्त जंप नहीं है क्योंकि यह सशर्त जंप लंबी जंप हो सकती है वे सभी रिलेटिव जंप हैं और बहुत कम जंपते हैं फिर एक CJNE निर्देश है यह इस अर्थ में एक बहुत ही जटिल निर्देश है कि यह मेमोरी स्थान के साथ A रजिस्टर की सामग्री की तुलना करता है आप कह सकते हैं कि CJNE A52hex कुछ ऐसा है जहाँ एक रजिस्टर की सामग्री की तुलना मेमोरी लोकेशन 52 से की जाएगी यदि वे समान नहीं हैं तो A और 52 स्थान समान नहीं हैं तो सिस्टम जंप जाएगा रिलेटिव पता अन्यथा यह नहीं होगा तो यह एक बहुत ही जटिल निर्देश है लेकिन यह कई बार उपयोगी होता है जैसा कि एक ही निर्देश में हम तुलना कर सकते हैं और जंप भी सकते हैं यह मूल रूप से 0 पर जंप रहा है और यह स्थिति जाँच रही है इसलिए दोनों को एक ही निर्देश में एक साथ लिया गया है फिर हमारे पास यह कंडीशन जंप का उदाहरण है जैसे अगर A 0 तो 0 को एलईडी भेजें यानी एलईडी बंद है और अगर स्थिति असत्य है तो 1 को एलईडी भेजें यानी एलईडी चालू है तो हम क्या करते हैं अगर A के बराबर 0 तो JZ led off तो यह 0 से एलईडी पर जंप जाता है LED off एलईडी बंद हो जाएगा तो यह इस पोर्ट P16 को यह मानते हुए साफ कर देगा कि LED एक बिट नंबर छह से जुड़ा है फिर इसे छोड़ना सजमप होगा तो अन्यथा यह इस बिंदु पर आ जाएगा यह इसे साफ कर देगा 0 पर जंपने के लिए नेतृत्व करना इसलिए यदि यह 0 नहीं है तो यह एलईडी को चालू करेगा इसलिए यह है कि एल्स भाग का दूसरा भाग यहां कोडित है इसलिए SETB P16 इसलिए एलईडी चालू है तो यह सजमप स्किप है तो यह इस बिंदु पर आ जाएगा अन्यथा यह इस बिंदु पर आ रहा है यह इस P16 को साफ कर देगा और फिर यह निर्देश बेमानी है कि शायद यह A से पोर्ट 0 को पढ़ रहा है यह पोर्ट 0 को A रजिस्टर में पढ़ रहा है ऐसा कुछ लेकिन यह विशेष रूप से इस कोड के विवरण के साथ कोई भी पत्राचार नहीं है यह केवल एक उदाहरण है अधिक कंडिशनल जंप के निर्देश हमारे पास CJNE का डेटा रिलेटिव पता हो सकता है जिसे हमने देखा है फिर CJNE Rn इसलिए हम कुछ डेटा के साथ इस रजिस्टर की तुलना कर सकते हैं और फिर रिलेटिव पते पर जा सकते हैं फिर हमें R 0 और R 1 जैसे CJNE मेमोरी एड्रेस मिल गए हैं उन्हें Rn डेटा रिलेटिव पता निर्दिष्ट किया जा सकता है फिर DJNZ Rn को घटाएगा और शून्य नहीं होने पर जंप जाएगा तो यह फिर से एक और जटिल निर्देश है इसलिए आम तौर पर जब आप कुछ लूप निर्देश कार्यकारी होते हैं जहां आपने देखा है कि हम लूप काउंटर को कम करने की कोशिश करते हैं और यदि लूप काउंटर 0 नहीं है तो हम वापस शुरू करते हैं लूप फिर से इसलिए आम तौर पर हमें दो इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है एक और डेक्रेमेंट के लिए और दूसरा जंप इंस्ट्रक्शन के लिए तो यह DJNZ एक एकल निर्देश है जिसके द्वारा आप रजिस्टर मूल्य को घटा सकते हैं और फिर यदि रजिस्टर मूल्य 0 नहीं बन जाता है तो आप रिलेटिव पते पर वापस जा सकते हैं और फिर हमें यह DJNZ डायरेक्ट एड्रेस और फिर यह रिलेटिव एड्रेस मिला है तो यहाँ भी यही बात है यह मेमोरी लोकेशन कंटेंट को घटाएगा और फिर अगर कंटेंट नॉनजरो है तो यह रिलेटिव एड्रेस पर जम्प कर जाएगा तो यह एक पुनरावृत्त लूप है जैसे A 0 से 4 के बराबर इसलिए हम यहां कुछ निष्पादित कर रहे हैं इसलिए यह लूप जब इसे 8051 की तरह मशीन में एक प्रोग्राम में परिवर्तित किया जाता है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा सबसे पहले इस A को 0 पर सेट किया जाना है इसलिए यह स्पष्ट A फिर यह लूप बॉडी है तो लूप बॉडी को निष्पादित किया जाता है तब I मान 1 से बढ़ा हुआ है और हम तुलना करते हैं कि क्या यह A 4 के बराबर हो गया है या नहीं इसलिए यदि A 4 के बराबर नहीं है तो हम इस लूप में वापस जाते हैं तो इस तरह से यह इस लूप के व्यवहार की नकल करता है बेशक आप कह सकते हैं कि यह विशेष रूप से CJNE इत्यादि की जाँच करें इसलिए इसे पहले किया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा सामान्य रूप से इस समूह को 0 से प्रारंभ करने के बाद यह स्थिति की जाँच करवाता है लेकिन इस मामले में यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह मान लेना कि A नहीं है तुरंत संशोधित तो यहाँ एक मान 0 है इसलिए इस चेक को शुरू में करने का कोई मतलब नहीं है तो यह ठीक है तो यह इस विशेष भाग के लिए ठीक काम करेगा दूसरी ओर यदि आपको एक लूप मिला है जो नीचे उतरने के रास्ते में जाता है या A के बराबर 4 से नीचे 0 अवरोही लूप उस कहने के लिए हम रजिस्टर R0 को 4 के लिए इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर हम कहते हैं DJZN R0 लूप इसलिए R0 को घटाएं और 0 पर न कूदें आप इसे इस तरह से कर सकते हैं तो हमें इस तरह से पुनरावृत्त लूप मिल गया है तब हमारे पास कॉल और रिटर्न निर्देश हो सकते हैं तो कॉल जंप के समान है लेकिन यह ब्रांच करने से पहले स्टैक पर पीसी वैल्यू को भी पुश करेगा तो हमें दो वर्जन मिले हैं जैसे जम्प हमें ajmp और लजमप मिला था इसलिए हमें अकाल और लकाल मिला है तो अकाल ऑफसेट एड्रेस 11 बिट वाइड है इसलिए यह पीसी एड्रेस 11 बिट है और लकाल पता 16 बिट चौड़ा है इसलिए पीसी एड्रेस 16 बिट है कॉल के निष्पादन के दोनों मामलों के लिए समान है इसलिए acall के मामले में यह स्टैक लौटने के लिए प्रोग्राम काउंटर के अगले मूल्य के साथ लोड किया जाएगा और फिर प्रोग्राम काउंटर को वह 11 बिट एड्रेस मिलेगा और लकाल के मामले में फिर से वही होता है वापसी के लिए अगला प्रोग्राम काउंटर वैल्यू स्टैक में सहेजा जाएगा और प्रोग्राम कंप्यूटर को 16 बिट पते के साथ लोड किया जाएगा